कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है तो पिछले कक्षा में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की दो अलग अलग सेवाओं पर ध्यान दिया था तो हमने कनेक्शन स्थापना को विस्तृत में ध्यान दिया था और फिर प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता समर्थन प्रोटोकॉल जैसे यह ARQ प्रोटोकॉल को विस्तृत मे देखा था हमने ARQ प्रोटोकॉल के तीन प्रकार देखे थे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और दो अलग स्लाइडिंग विंडो ARQ प्रोटोकॉल गो बैक N ARQ और सिलेक्टिव रिपीट इसलिए अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ परफॉरमेंस के मुद्दों पर गौर करते हैं और इसके साथ ही हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हम किसी प्रोटोकॉल के एंड टू एन्ड परफॉरमेंस को डेटा ट्रांसमिशन के दौरान उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं इसलिए यहां हमारा व्यापक उद्देश्य ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल परफॉरमेंस के विवरण पर ध्यान देना है और आप ट्रांसपोर्ट लेयर पर कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करके इसे कैसे सुधार सकते हैं इसलिए पहली चीज़ जो हम विस्तृत में देखने जा रहे हैं वह एक पैरामीटर है जिसका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और उसके आधार पर आप प्रोटोकॉल मापदंडों को संशोधित कर सकते हैं या आप प्रोटोकॉल मापदंडों को ट्यून कर सकते हैं या कभी कभी आपको यह चुनने में भी मदद करेगा कि आपको किस प्रोटोकोल के किस संस्करण का उपयोग व्यावहारिक उद्देश्य में करना चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए इस समय तक आप पहले से ही ARQ प्रोटोकॉल के तीन अलग अलग रूपों को जानते हैं स्लाइडिंग विंडो ARQ दो अलग अलग स्लाइडिंग विंडो ARQ गो बैक N ARQ और चयनात्मक रिपीट ARQ और उसके साथ स्टॉप एंड वेट ARQ अब यदि मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं कि किसी विशिष्ट नेटवर्क के लिए जैसे कि कुछ नेटवर्क पैरामीटर दिया गया है कि नेटवर्क में यह क्षमता है यह एंड टू एंड क्षमता है यह एक पैकेट ट्रांसमिट करने में देरी की मात्रा है सवाल यह है कि क्या आप किसी विशेष विकल्प को बता सकते हैं कि किस प्रकार की स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या क्या आप इस स्टॉप एन्ड वेट का उपयोग करने जा रहे हैं तो किस विशेष ARQ प्रोटोकॉल को आप अपने नेटवर्क के लिए उपयोग करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर जो निर्णय लेने में हमारी मदद करेगा उसे बैंडविड्थ विलंब उत्पाद bandwidth delay product कहा जाता है तो पहले हम बैंडविड्थ विलंब उत्पाद के विवरण और इसके निहितार्थ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के लिए विंडो आकार का चयन और साथ ही साथ प्रोटोकॉल डिजाइनिंग मे किसी विशेष प्रोटोकॉल के चयन को विस्तृत में देखेंगे तो चलिए बैंडविड्थ विलंब उत्पाद की अवधारणा पर ध्यान देते हैं तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि बैंडविड्थ विलंब उत्पाद लिंक बैंडविड्थ और लिंक देरी का उत्पाद है यदि आप एक एंड टू एंड लिंक पर विचार करते हैं तो अगर आपके एंड टू एंड लिंक में 50 केबीपीएस की बैंडविड्थ है और इसमें एक तरह से ट्रांज़िट की देरी 250 मिलीसेकंड है तो आपका बीडीपी 50 किलो बिट प्रति सेकंड गुडे 250 मिलीसेकंड है जो की कुछ 125 किलो बिट के समान है इसलिए यदि आप केवल टीसीपी या ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के नजरिये से सोचते हैं तो सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा है जिसे आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं इसलिए यदि आप सोचते हैं कि आपके पास 1000 बिट सेगमेंट का आकार है तो यह बीडीपी बैंडविड्थ विलंब उत्पाद कुछ 125 सेगमेंट के समान है तो यह बैंडविड्थ विलंब उत्पाद की परिभाषा है तो आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि इस बैंडविड्थ विलंब उत्पाद का आपके प्रोटोकॉल परफॉरमेंस या किसी विशेष डिज़ाइन विकल्प का ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आप एक सेगमेंट ट्रांसमिशन और संबंधित पावती रिसेप्शन की घटना पर विचार करते हैं तो यह पूरी चीज़ एक राउंड टाइम ट्रिप है तो राउंड टाइम ट्रिप क्या है तो आपके पास यहां एक प्रेषक है आपके पास यहां एक रिसीवर है मान लीजिये यह आपका प्रेषक है यह आपका रिसीवर है और बीच में आपके पास नेटवर्क है प्रेषक और रिसीवर जुड़ा हुआ है तो आप एक डेटा फ़्रेम प्रेषित करते हैं और आपको संबंधित पावती मिलती है तो आपने एक डेटा प्रसारित किया है और आपको एक पावती मिल गई है तो यह कुल समय जैसे जब आपने डेटा को वहां से स्थानांतरित कियाजिस समय आपको एक पावती मिली अगर आप इस समय अंतर का पता लगाते हैं तो यह आपको एक राउंड ट्रिप टाइम या RTT देगा तो एक आरटीटी मूल रूप से एक तरफा विलंबता का दोगुना है इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह लगेगा यदि आपकी एक तरफ की विलंबता मान लें 200 मिलीसेकंड के समान है तो यह इस डेटा फ्रेम को स्थानांतरित करने के लिए 200 मिलीसेकंड लेगा और पावती फ्रेम को वापस पाने के लिए और दूसरे 200 मिलीसेकंड का समय लेगा यदि आप यह सोच रहे हैं कि नेटवर्क में कोई भीड़भाड़ नहीं है या किसी प्रकार की अबाधित देरी या अनपेक्षित विलंब नेटवर्क में नहीं है यदि आपको लगता है कि आपका नेटवर्क बहुत सुगमता से व्यवहार कर रहा है ऐसा कोई मध्यवर्ती विलंब घटक नहीं है जो आपकी एन्ड टू एन्ड विलम्ब को बढ़ाएगा और आपका विलंब विलंब समाप्ति के लिए कुल अंत प्रसार विलंब के साथ अनुमानित किया जा सकता है तो आप उस विशेष अवधारणा से ये सोच सकते हैं की यह RTT आपको अनुमानित समय देगा जो की आपका पैकेट को प्रसारित होने वाला एन्ड टू एन्ड विलंबता होगा क्योंकि आप डेटा को भेज रहे हैं और आप पावती प्राप्त कर रहे हैं आप उनके बीच के समय के अंतर को माप रहे हैं और वहां से आप आरटीटी का अनुमान लगा सकते हैं तो यह RTT एक तरफ़ा विलंबता से दुगुना हो जाता है अब यदि आप केवल एक एंड टू एंड लिंक के बारे में सोचते हैं तो इस अवधि के दौरान बकाया हो सकने वाले सेगमेंट की अधिकतम संख्या 125 के बराबर है यह आपका बैंडविड्थ विलंब उत्पाद था तो वन वे बैंडविड्थ विलंब उत्पाद बैंडविड्थ को वन वे विलंबता से गुणा किया जाता है यदि आप इसके बारे में सोचे तो यह 2 बराबर है 25 सेगमेंट के तो 25 सेगमेंट बकाया हो सकते हैं ऐसा क्यों है तो आइए हम एक उदाहरण देखें कि यदि आप सिर्फ प्रेषक के बारे में सोचते हैं इसलिए यह आपका प्रेषक है और दूसरे छोर पर आपके पास रिसीवर है आप इस पूरी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं इस पूरे तार्किक चैनल के बीच में एक पाइप है खैर अब यह विशेष रूप से पाइप इसलिए जब भी आप इस टू वे संचार के बारे में सोच रहे हैं कि आप एक पाइप के माध्यम से डेटा भेज रहे हैं और आप एक अन्य पाइप के माध्यम से पावती प्राप्त कर रहे हैं तो यह डेटा भेजने के लिए पाइप है और यह पाइप है पावती प्राप्त करने के लिए तो इस दो कुल बकाया होने वाले अनुरोध की कुल संख्या पाइप के भीतर बिट्स की राशि की तरह है जिसे आप इस दो पाइप में पुश कर सकते हैं अब यह विलंबता यह है कि इस प्रेषक से इस रिसीवर को बिट हस्तांतरण करने में कितना समय लगेगा इसलिए यदि आप सिर्फ विलंबता के बारे में सोचते हैं तो यह विलंबता पाइप की लंबाई को दर्शाता है दूसरी ओर यदि आप सिर्फ बैंडविड्थ के बारे में सोचते हैं तो बैंडविड्थ यह विशेष सर्कल का क्षेत्रफल देता है इसका मतलब है इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है तो यह बैंडविड्थ द्वारा दर्शाता है अब यदि आप विलंबता के साथ बैंडविड्थ को गुणा करते हैं तो आप इसे उस पाइप के अंदर मौजूद डेटा की मात्रा के रूप में सोच सकते हैं अब क्योंकि आपके पास टू वे संचार है एक तरफ से आपके पास डेटा है और दूसरे तरफ से आपके पास पावती है तो इस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के एक सिद्धांत द्वारा पावती इस पाइप को भरेगा जबकि डेटा इस पाइप को भरेगा और इस तरह पावती जो इस पाइप को भर रही है डेटा उन विशेष पावती के लिए होगा पावती रिसीवर बफ़र के अंदर संग्रहीत होगा क्योंकि रिसीवर को यह डेटा प्राप्त हुआ है तो इस बफ़र में वह डेटा होगा जो प्राप्त किया गया है इसलिए रिसीवर के पास इस राशि का डेटा है और रिसीवर ने पावती भेजना शुरू कर दिया है तो यह पावती इस पाइप को भर रही है और उसी समय प्रेषक ने डेटा भेजा है वह डेटा इस डेटा पाइप को भर रहा है इस प्रकार यदि आपका बैंडविड्थ विलंब उत्पाद पहले के उदाहरण के अनुसार 125 खंड है तो आपके पास 125 खंड डेटा हो सकते हैं जो इस पाइप को भर रहे हैं और दुसरे 12 माना दुसरे 125 डेटा खंड जो की वहाँ उस बफर में हैं और इसी स्वीकृति को यह दूसरा पाइप भर रहा है तो इस तरह से डेटा के कुल 25 सेगमेंट हो सकते हैं जो बकाया है इसलिए जो लिंक में मौजूद है और जो इस रिसीवर बफर में है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका अधिकतम विंडो आकार प्रेषक विंडो आकार जो वहां हो सकता है इसलिए यदि आप इसे प्रेषक विंडो के रूप में सोचते हैं मैं इसे swnd लिख रहा हूं तो प्रेषक विंडो सेगमेंट की अधिकतम राशि है जो नेटवर्क में बकाया हो सकती है और इसके लिए आप पावती प्राप्त किए बिना इंतजार कर सकते हैं इसलिए यदि आप प्रेषक विंडो का आकार 25 खंडों के बराबर बनाते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नेटवर्क में आप जो भी डेटा भेज रहे हैं वह डेटा चैनल की पूरी क्षमता का उपयोग करेगा और इस तरह आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि यह आपको उस अंतिम छोर तक चैनल का अधिकतम उपयोग प्रदान करेगा जो कि प्रेषक और रिसीवर के बीच मौजूद पाइप का अधिकतम उपयोग है तो यह एक सैद्धांतिक बाध्य देता है इस विंडो के आकार यह अधिकतम बाध्य है प्रेषक विंडो का आकार आपको अधिकतम क्षमता प्रदान करेगा अब इसे केवल उस अनुक्रम संख्या से संबंधित किया जाता है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है विंडो का आकार और अनुक्रम संख्या के बीच का सम्बन्ध इसलिए एक बार जब आप इस तरह से विंडो का आकार चुनते हैं माना आपने विंडो का आकार इस तरह से w चुना है अब मान लें कि आप गो बैक N ARQ प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं यदि आप गो बैक N ARQ प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं और आप जानते हैं कि उस स्थिति में आपके अधिकतम विंडो का आकार 2n 1 हो सकता है इसलिए वहां से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके अनुक्रम संख्या का स्थान क्या होना चाहिए तो आपको अनुक्रम संख्या के लिए कितने बिट्स आरक्षित करने चाहिए जैसे कि आपके पास अपेक्षित विंडो का आकार हो सकता है और साथ ही उस विंडो का आकार नेटवर्क की एंड टू एंड क्षमता को भर देगा इसी तरह यदि आप चयनात्मक रिपीट ARQ का उपयोग कर रहे हैं तो चयनात्मक रिपीट ARQ के लिए आप जानते हैं कि w 2 n 2 के बराबर है तो आप विंडो के आकार का चयन कर सकते हैं आप इस तरह से अनुक्रम संख्या का चयन कर सकते हैं ताकि यह विशेष संबंध बना रहे तो इस तरह से आप अधिकतम विंडो के आकार का पता लगा सकते हैं जो आपको चैनल का अधिकतम उपयोग प्रदान करेगा और तदनुसार आप अलग अलग प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म के लिए अनुक्रम संख्या स्पेस सेट कर सकते हैं तो अब बात इस तरह की है यह वह विवरण है जो मैंने आदर्श रूप से दिया है कि हम क्या सोच सकते हैं कि इस अवधि के भीतर बकाया हो सकने वाले सेगमेंट की अधिकतम संख्या ये 25 सेगमेंट हैं जो चैनल क्षमता प्लस 1 के बराबर हैं तो यह प्लस 1 ऐसा है जैसे एक फ्रेम के लिए पावती जो केवल प्रेषक द्वारा प्राप्त की गई है इसलिए प्रेषक ने इसे अभी तक संसाधित नहीं किया है यह सिर्फ प्रेषक द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यही कारण है कि हम इस 1 को यहां अपनाते हैं जो आपको अधिकतम लिंक उपयोग प्रदान करता है तो यह ऐसा ही है कि आपने इस पूरे दो पाइप को भर दिया है और एक पावती सिर्फ प्रेषक को मिली है तो आपने 2 पाइप भरे हैं जो बीच में हैं और इसलिए एक डेटा पाइप और एक पावती पाइप और एक पावती सिर्फ प्रेषक को प्राप्त हुई है तो इस तरह यह 2BD प्लस 1 के बराबर आता है तो विंडो का आकार 2BD प्लस 1 के बराबर है यह आपको अधिकतम लिंक उपयोग देगा जहां BD BDP के बराबर फ्रेम की संख्या को दर्शाता है तो विंडो आधारित फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म के लिए विंडो का आकार तय करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है इसलिए जो उदाहरण मैंने आपको पहले दिया है तो आइए हम इसका एक उदाहरण देखें तो लिंक बैंडविड्थ के साथ एक नेटवर्क पर एन्ड टू एन्ड बैंडविड्थ को 1 एमबीपीएस के रूप में विचार करें देरी 1 मिलीसेकंड के बराबर है और आप एक नेटवर्क पर विचार करें जबकि खंड आकार 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर है अब सवाल यह है कि प्रवाह नियंत्रण के लिए कौन सा विशेष प्रोटोकॉल बेहतर होगा कि क्या आप स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने जा रहे हैं या गो बैक एन प्रोटोकॉल और चयनात्मक रिपीट प्रोटोकॉल इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए इसलिए हम सबसे पहले बीडीपी की गणना करते हैं हम देखते हैं कि बीडीपी 1 मिली बाइट 1 एमबीपीएस गुणा 1 मिलीसेकंड 1 किलोबाइट के बराबर आता है इसका मतलब है कि 1024 बाइट तो खंड का आकार बीडीपी से आठ गुना बड़ा है तो यहाँ आपका BDP 1 किलो बिट है और आपके खंड का आकार 1 किलोबाइट है क्योंकि आपके खंड का आकार एक किलोबाइट है इसका मतलब है लिंक पूरी तरह से एक पूरे खंड को नहीं रख सकता है तो आप जिस पाइप को यहाँ प्रेषक और रिसीवर के बीच मान रहे हैं यहाँ इस पाइप का मानना है कि यह पाइप डेटा और पावती दोनों को मानता है और डेटा प्लस ACK पाइप कहलाता है तो यह ACK पाइप इस डेटा के साथ साथ ACK पाइप को भी इस पूरे सेगमेंट के अंदर नहीं रख पाएगा क्योंकि BDP 1 किलो बिट की हो जाती है जहां आपके खंड का आकार 1 किलो बाइट होता है अब इस मामले में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल परफॉरमेंस में सुधार नहीं करते हैं क्योंकि हम समानांतर में कई खंडों को भेजने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि एक खंड भी आपके पाइप को पूरी तरह से भरने में सक्षम नहीं है क्योंकि एक खंड आपके पाइप को पूरी तरह से भरने में सक्षम नहीं है समानांतर में कई खंड भेजने का कोई कारण नहीं है क्योंकि किसी भी तरह से आप इस विशेष मामले में समानांतरीकरण का लाभ नहीं ले पाएंगे जहां आपका लिंक बैंडविड्थ प्रति सेकंड 1 मेगा बिट पर सेकंड है और विलंब 1 मिलीसेकंड है तो इस विशेष मामले के तहत स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल चुनना हमेशा अच्छा होता है क्योंकि स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल में कम से कम जटिलता होती है इसलिए जैसा कि आप समझते हैं विंडो प्रोटोकॉल को स्लाइड करना डिजाइन की पसंद के कारण इसमें अधिक जटिलता है आपको प्रेषक विंडो को बनाए रखना होगा आपको रिसीवर विंडो को बनाए रखना होगा फिर आपको अनुक्रम संख्या फ़ील्ड को बनाए रखना होगा वहां यह सब अलग अलग ओवरहेड्स हैं लेकिन एक स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल के साथ तर्क बहुत सरल है कि आप सेगमेंट भेजते हैं और फिर पावती प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करें जब आप पावती प्राप्त कर रहे हों तो आप अगला सेगमेंट भेजें तो इस तरह से आपके स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल में एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की तुलना में काफी कम ओवरहेड होगा और क्योंकि यहां हम देखते हैं कि हमें समानांतरकरण का लाभ नहीं मिल रहा है हम हमेशा इस विशेष उदाहरण परिदृश्य के तहत एक स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल का उपयोग करना पसंद करते हैं तो यह आपको एक उदाहरण देता है कि यह पैरामीटर बीडीपी बैंडविड्थ विलंब उत्पाद आपको एक डिज़ाइन विकल्प बनाने में कैसे मदद करता है जो कि विशेष रूप से स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है आपको न्यूनतम जटिलता वाले नेटवर्क के परफॉरमेंस को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए और उसी समय जो उदाहरण मैंने आपको पहले दिया है कि बैंडविड्थ विलंब उत्पाद आपको इष्टतम विंडो आकार चुनने में मदद करेगा कि आपको किस विंडो आकार का उपयोग करना चाहिए ताकि आप नेटवर्क की अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सकें और एक बार आपने उस विंडो का आकार चुन लिया है और इस तत्त्वज्ञान के आधार पर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के साथ आप खुश है आप यह जान सकते हैं कि आपको किस क्रम संख्या के स्थान का उपयोग करना चाहिए ताकि प्रोटोकॉल के निष्पादन के दौरान प्रोटोकॉल डिजाइन में कोई भ्रम न हो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के मामले में हमने पहले उदाहरण देखे हैं जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के विभिन्न वेरिएंट जैसे गो बैक एन प्रोटोकॉल या सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल तो यहाँ से हम इस बात पर ध्यान दें कि हम मूल रूप से प्रेषक पक्ष में ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ एप्लीकेशन लेयर को कैसे इंटरफ़ेस करते हैं यह एक डिजाइन विचार देगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को कैसे डिजाइन किया जा सकता है इसलिए मैंने जो उदाहरण लिया है वह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो आपके पास उपयोगकर्ता स्थान और कर्नेल स्थान है उपयोगकर्ता स्थान पर आप कुछ एप्लिकेशन चला रहे हैं जो डेटा भेज रहा है इसलिए आपके पास कर्नेल पर कुछ सिस्टम कॉल राइट write सिस्टम कॉल और सेंड send सिस्टम कॉल है तो हम इस सभी सिस्टम कॉल को बाद में देखेंगे जब भी हम सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करेंगे तब तो यह सिस्टम कॉल हैं जिसके माध्यम से आप कर्नेल को एप्लिकेशन से डेटा भेज सकते हैं अब यहाँ आपके पास यह संचरण दर नियंत्रण मॉड्यूल है यह संचरण दर नियंत्रण मॉड्यूल आपके प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म पर आधारित है यह इस फ़ंक्शन का उपयोग करेगा इसलिए इस फ़ंक्शन का यह नाम काल्पनिक है जो सीधे लिनक्स में लागू होता है उससे मेल नहीं खाता है बस आपको यह पता लगाने के लिए कि आप अपने स्वयं के ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को कैसे लागू कर सकते हैं तो आपके पास TportSend नामक एक फ़ंक्शन है यह समय समय पर आपके प्रवाह दर एल्गोरिदम के आधार पर आपके ट्रांसमिशन दर नियंत्रण के आधार पर ट्रिगर होता है आपके विंडो के आकार के आधार पर कि आप कितना डेटा भेज सकते हैं तो इस विशेष फ़ंक्शन को कॉल किया जा रहा है और डेटा को प्रोटोकॉल स्टैक की अगली लेयर प्रोटोकॉल स्टैक की नेटवर्क लेयर आईपी पर भेजा जाता है अब आप सोच सकते हैं कि यह दर और यह दर अतुल्यकालिक है इसलिए यहां एप्लिकेशन उस दर की तुलना में अधिक उच्च दर पर डेटा उत्पन्न कर सकता है जिस पर ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को दूसरे छोर पर भेज सकता है इसलिए यह संचरण दर नियंत्रण यह पता लगा सकता है की इष्टतम दर कुछ 2 एमबीपीएस है जबकि एप्लीकेशन 10 एमबीपीएस की दर से उत्पन्न करता है अब यदि ऐसा है तो एप्लिकेशन 10 एमबीपीएस की दर से और ट्रांसमिशन दर नियंत्रण 2 एमबीपीएस की दर उत्पन्न करता है जाहिर है आपके पास मध्यवर्ती बफर होना चाहिए जो उस डेटा को संग्रहीत करेगा इसलिए जिस दर पर एप्लिकेशन डेटा उत्पन्न कर रहा है कभी कभी यह उस समय दर से अधिक हो सकता है जिस पर यह ट्रांसमिशन दर नियंत्रण मॉड्यूल काम करता है तो यह एप्लिकेशन डेटा को बफर में लिखेगा और फिर यह TportSend काम करेगा यह संचरण दर नियंत्रण मॉड्यूल द्वारा प्रदान की जा रही दर के आधार पर बफर से डेटा उठाएगा और डेटा प्रोटोकॉल स्टैक की अगली लेयर को भेजा जाएगा अब इस मामले में यह हो सकता है कि विभिन्न कनेक्शन आपके पास एप्लिकेशन लेयर पर अलग अलग कनेक्शन हो सकते हैं उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है तो हमें कनेक्शन विशिष्ट स्रोत बफरिंग की आवश्यकता है तो इस विशेष बफर को हम इसे स्रोत बफर के रूप में कहते हैं तो हर स्वतंत्र कनेक्शन के लिए जो आपके पास एप्लिकेशन लेयर से है हमारे पास इसके साथ एक ट्रांसपोर्ट लेयर बफर जुड़ा हुआ है और फिर इस राईट कॉल के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह राईट कॉल जिसके माध्यम से आप एप्लिकेशन से डेटा भेज रहे हैं यह राईट कॉल यह पोर्ट को ब्लॉक करता है तो यहाँ आपका पोर्ट है जिसके माध्यम से आप विशिष्ट रूप से किसी एप्लिकेशन की पहचान कर रहे हैं इसलिए यह तब तक पोर्ट को ब्लॉक करता है जब तक कि ट्रांसपोर्ट बफर में पूरा डेटा नहीं राईट कर दिया जाता है तो यह ऐसा है कि जैसे हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका ट्रांसमिशन दर नियंत्रण 1 एमबीपीएस की दर से डेटा भेज रहा है और एप्लिकेशन 10 एमबीपीएस की दर से डेटा उत्पन्न कर रहा है जो मैंने पहले जो उदहारण दिया था तो एप्लीकेशन अधिक उच्च दर पर डेटा भेज रहा है उसकी तुलना में जो की ट्रांसमिशन दर नियंत्रण प्रोटोकॉल दर स्टैक की निचली लेयर को भेज रहा है इसलिए कुछ समय बाद जाहिर है इस बफर में एक परिमित स्थान है तो बफर भर जाएगा एक बार जब बफर भर जाता है तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लिकेशन के बफर को बफर ओवरफ्लो से बचाने के लिए उस बफर में कोई और डेटा ना लिखने के लिए ब्लॉक कर देता है अब हम रिसीवर की तरफ देखते हैं रिसीवर पक्ष की तरफ विचार फिर से समान है तो आपका TportRecv ट्रांसपोर्ट प्राप्त फ़ंक्शन प्राप्त यह नेटवर्क लेयर से डेटा प्राप्त करेगा इसलिए एक बार जब वह नेटवर्क लेयर से डेटा प्राप्त कर लेता है तो वह ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में पोर्ट नंबर पर गौर करेगा इसलिए पोर्ट नंबर को देखकर यह तय होगा कि किस एप्लीकेशन में कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर कतार अर्थात क्यू को इसे भरना चाहिए तो यह ट्रांसपोर्ट लेयर कतार अर्थात क्यू अर्थात क्यू एक एप्लीकेशन के लिए है यह ट्रांसपोर्ट लेयर कतार अर्थात क्यू एक और एप्लीकेशन है इसलिए इस तरह की प्रत्येक कतार अर्थात क्यू एक पोर्ट से बंधी हुई है क्योंकि जैसा कि आपने पहले देखा है कि यह पोर्ट संख्या इसे विशिष्ट रूप से एक एप्लिकेशन पहचानती है तो उसके आधार पर आप डेटा को बफर में रखते हैं अब आवेदन पक्ष से आप एक रीड कॉल या एक रिसीव कॉल करते हैं जिसके माध्यम से आप इस बफर से डेटा पढ़ेंगे और यहाँ विधि कुछ इस तरह है कि जब भी आप एक कॉल प्राप्त कर रहे हैं यह इस CheckBuffer फ़ंक्शन पर प्रतीक्षा करेगा ऐसा हो सकता है कि जब भी एप्लिकेशन उस समय के दौरान कॉल प्राप्त कर रहा हो यह प्राप्त बफर खाली हो उसे कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ है तो कॉल यहाँ अवरुद्ध हो जाएगा और जिस क्षण आपको इस बफ़र में डेटा प्राप्त होता है वह इस कॉल को इंटरप्ट सिग्नल भेज देगा और इस कॉल को इस बफ़र से डेटा प्राप्त होगा और इसे एप्लिकेशन को भेज देगा तो इस इंटरप्ट की मदद से हम इस बफर के साथ बातचीत करने के लिए यह कॉल प्राप्त कर सकते हैं अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कॉल रिसीव है यह एक ब्लॉकिंग कॉल है रीड कॉल या रिसीव कॉल है यह एक अवरुद्ध कॉल है जब तक कि डेटा प्राप्त नहीं होता है तब पूरा डेटा ट्रांसपोर्ट बफर से पढ़ा जाता है तो यह ऐसा है कि जब भी आपने एक कॉल प्राप्त की है उस समय के दौरान इस पोर्ट पर कॉल अवरुद्ध हो रही है जब तक कि आप इस बफर में डेटा प्राप्त नहीं कर रहे हैं और एक बार जब आप इस बफ़र में एक डेटा प्राप्त कर रहे हैं तो इस चेक बफ़र फ़ंक्शन का उपयोग करें यह रीड कॉल और प्राप्त कॉल में इंटरप्ट भेज देगा और यह बफ़र से संपूर्ण डेटा प्राप्त करेगा और इस विशेष कॉल को रिलीज़ करेगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह दोनों कॉल भेजने वाले पक्ष के साथ साथ रिसीवर की तरफ भी कॉल ब्लॉक करने की तरह हैं तो जब बफर भरा होता है तो प्रेषक कॉल अवरुद्ध हो जाती है बफर खाली होने पर रिसीवर कॉल अवरुद्ध हो जाता है तो सवाल यह है कि आप इस बफर पूल को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं तो कई तरीके हैं जिनसे आप ट्रांसपोर्ट लेयर बफर को व्यवस्थित कर सकते हैं यह एक सॉफ्टवेयर बफर है इसलिए यदि आपके सेगमेंट समान आकार के हैं तो सभी खंड समान आकार के हैं आप बफर को पहचान के आकार के बफर के पूल के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं इसका मतलब है आप प्रत्येक अलग अलग बफर में एक सेगमेंट रख सकते हैं तो एक खंड में कुछ संख्या में बाइट्स होते हैं तो आपका व्यक्तिगत बफर आकार आपके खंड आकार के बराबर होगा और प्रत्येक व्यक्तिगत बफर में एक खंड होता है और इस बफर पूल में वे एक साथ कई खंड शामिल कर सकते हैं अब वैरिएबल सेगमेंट साइज के लिए आप इस श्रृंखलित तय आकार के बफर का उपयोग कर सकते हैं तो यह सिर्फ एक लिंक्ड सूची की तरह है तो आपका व्यक्तिगत बफर आकार अधिकतम खंड आकार है और कहते हैं कि अलग अलग बफ़र्स एक लिंक प्रकार की डेटा संरचना से जुड़े हुए हैं और वे पूरी तरह से एक विशेष ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए पूल का निर्माण करते हैं जो पोर्ट नंबर एक एप्लिकेशन से मेल खाती है अब इस मामले में यदि आप श्रृंखलित तय आकार के बफर का उपयोग कर रहे हैं तो स्थान बर्बाद हो जाएगा यदि खंड आकार व्यापक रूप से विविध हैं इसलिए यदि एक सेगमेंट 1024 kb है तो दूसरा सेगमेंट उस मामले में 10 kb है तो आपके पास यहां खाली जगह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है जो बर्बाद हो रहा है अब यदि आप एक छोटे बफर आकार बनाते हैं तो आपको एक सेगमेंट को स्टोर करने के लिए कई बफ़र्स की आवश्यकता होती है जो कार्यान्वयन में जटिलता को जोड़ता है अब इस मामले में हम चर आकार बफ़र्स का उपयोग करते हैं तो चर आकार बफर के साथ इसलिए यहां एक चर आकार बफर का एक उदाहरण है तो आपके पास बफ़र्स का पूल है जो लिंक्ड सूची डेटा संरचना के माध्यम से जुड़ा हुआ है और उनके पास चर आकार होगा लाभ यह है कि आप बेहतर मेमोरी उपयोग कर सकते हैं आप नुकसान की मात्रा या मेमोरी स्पेस अपव्यय की मात्रा को कम कर सकते हैं यदि आपके पास एक बड़ा डेटा बड़ा सेगमेंट है तो आप इसे बड़े बफर में डालते हैं यदि आपके पास एक छोटा सा खंड है तो आप इसे एक छोटे बफर में रखते हैं लेकिन नुकसान यह है कि आपके पास एक जटिल कार्यान्वयन है क्योंकि व्यक्तिगत बफर स्थान गतिशील हैं तो आपको स्मृति को गतिशील रूप से आवंटित करना होगा तीसरा समाधान जो हम पसंद करते हैं वह है हर कनेक्शन के लिए सिंगल सर्कुलर बफर का उपयोग करना तो हमारे पास एक प्रकार का परिपत्र बफर है और उस परिपत्र बफर में अलग अलग खंड होते हैं तो एक गोलाकार बफर में आप कह सकते हैं कि 1 केबी आकार का एक खंड 4 केबी आकार का एक और खंड 10 बिट आकार का दूसरा खंड और इस तरह से हो सकता है तो आप अलग अलग आकार के अलग अलग खंडों को एक के बाद एक रख सकते हैं और अंततः आपके पास अप्रयुक्त स्थान हो सकता है जिसका उपयोग अगले आने वाले खंडों को संग्रहीत करने के लिए किया जा सकता है तो यह एकल बड़े आकार के परिपत्र बफ़र यह कनेक्शन का भारी लोड होने पर स्मृति का एक अच्छा उपयोग प्रदान करता है क्योंकि यदि कनेक्शन फिर से भारी भरकम हो जाते हैं तो आप बफर के अंदर भारी मात्रा में मेमोरी स्पेस का उपयोग या उपयोग करने जा रहे हैं क्योंकि आप एक निश्चित आकार के बफर का उपयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में वैरिएबल साइज बफर अच्छा परफॉरमेंस कर सकता है इस प्रकार ट्रांसपोर्ट लेयर बफर डिजाइन करने का आपका विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के एप्लिकेशन का उपयोग करने जा रहे हैं और एप्लिकेशन किस प्रकार के डेटा उत्पन्न करने वाले हैं इसलिए इसके आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा विशेष बफर अधिक उपयुक्त होगा तो यह विशेष व्याख्यान आपको कई ट्रांसपोर्ट लेयर मापदंडों के अपने डिजाइन विकल्प के बारे में और यह ट्रांसपोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल परफॉरमेंस को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में एक व्यापक विचार देता है और हमने विभिन्न ट्रांसपोर्ट लेयर फ़ंक्शंस के काल्पनिक कार्यान्वयन पर ध्यान दिया है और कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर कॉल्स को एप्लिकेशन लेयर के साथ इंटरफ़ेस किया जा रहा है और उस विशेष परिदृश्य में आप किस तरह के ट्रांसपोर्ट लेयर बफ़र्स का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के आधार पर उपयोग किया जा सकता है इसलिए अगली कक्षा में हम यहाँ से जारी रखेंगे और ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक और सेवा पर विचार करेंगे जैसे कंजेस्शन कंट्रोल क्रियाविधि और फिर हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कार्यान्वयन के विवरण पर जाएंगे हम विवरण में टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल कार्यान्वयन के बारे में बात करेंगे तो इस कक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद